इसलिए हम मुख्य रूप से प्रोटीन तह दर फोल्डिंग रेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग रेट क्या है यह एक ऐसा उपाय है जो आप देखते हैं कि क्या प्रोटीन अमीनो एसिड अनुक्रम से 3 आयामी संरचना को मोड़ने के लिए कम समय या अधिक समय ले सकता है इसके 8 आर्डर के मिलिससेकंड से एक घंटे के दाईं ओर सही तो विभिन्न पैरामीटर सही हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग रेट से संबंधित हो सकते हैं विशेष रूप से उदाहरण के लिए प्रोटीन संरचनाओं में अमीनो एसिड अवशेषों के बीच इंटरेक्शन्स मध्यम और लंबी दूरी की लंबी दूरी की बातचीत सही है तो मध्यम श्रेणी की इंटरेक्शन्स मुख्य रूप से सभी अल्फा प्रोटीन के मामले में और सभी बीटा प्रोटीन के मामले में लंबी दूरी की बातचीत को प्रभावित करती है और हम देखते हैं कि सभी अल्फा प्रोटीन सभी बीटा प्रोटीन की तुलना में तेजी से गुना करते हैं इसी तरह हम संबंधित कई संरचना आधारित मापदंडों को प्रोटीन फोल्डिंग रेट को समझने की कोशिश करते हैं हमने पिछली कक्षा में चर्चा की विभिन्न संरचना आधारित पैरामीटर क्या हैं जैसे कॉन्टैक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जैसे मल्टीपल कॉन्टैक्ट इंडेक्स राइट इसलिए हमने विभिन्न मापदंडों को व्युत्पन्न किया है और मापदंडों को संबंधित किया है फोल्डिंग रेट के साथ यदि हमने दिखाया कि इन मापदंडों का प्रोटीन फोल्डिंग रेट के साथ उलटा संबंध है फिर हम इन मापदंडों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं साथ ही साथ 2 अलग अलग तरीकों से अमीनो एसिड अनुक्रम से फोल्डिंग रेट की भविष्यवाणी करने के लिए आप सीधे गुणों का उपयोग कर सकते हैं या आप संपर्कों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और संपर्कों से आप गणना कर सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर लंबी दूरी के क्रम और आप इन फोल्डिंग रेट को प्राप्त कर सकते हैं ठीक तो आज हम प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगेसही प्रोटीन कई अन्य अणुओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं सही जैविक अणु विभिन्न कार्यों के लिए रासायनिक यौगिक सही जैसे प्रोटीन इंटरैक्शन प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन सही तो प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन यहाँ आप प्रोटीन को देख सकते हैं और साथ ही इस प्रोटीन को यहाँ देख सकते हैं और यह यहाँ आरएनए है तो यह प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन सही है आप यहां प्रोटीन देख सकते हैं और आप डीएनए देख सकते हैं तो यह प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन सही है यहां आप प्रोटीन को सही से देख सकते हैं और यहां के लिगैंड्स देख सकते हैं तो यह है प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन सही इसलिए विभिन्न सेल्युलर प्रक्रिया के लिए ये इंटरैक्शन सही हैं उदाहरण के लिए यदि हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन लेते हैं इसलिए वे उदाहरण के लिए विभिन्न प्रक्रिया में शामिल हैं सेल सिग्नलिंग यह संचार का एक जटिल सिस्टम है जो बुनियादी सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करता है और साथ ही समन्वित सेलुलर कार्यों को यूबीक्विटिनेशन को देखो तो यह एक पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधन है सही यह कोशिकाएं इस प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन के गठन को बढ़ावा देती हैं और गतिविधि को प्रभावित करती हैं या रोकती हैं तो कई प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी वे आणविक स्विच के रूप में कार्य कर रहे हैं यह अलग अलग प्रोटीन के साथ अलग अलग विशिष्टता के साथ इंटरैक्ट करता है इसलिए उदाहरण के लिए "ए" प्रोटीन बी के साथ इंटरैक्ट करता है विशिष्ट विशिष्टता के साथ साथ ही साथ "सी" के साथ अलग अलग विशिष्टता के साथ इंटरैक्ट करता है इस मामले में उनके पास प्रत्येक अणु के लिए पूर्वाग्रह है यह उच्च विशिष्टता के साथ इंटरैक्ट कर सकता है इसी तरह एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अधिकांश इसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रक्रिया है तो हम एंटीजन के साथ साथ इस एंटीबॉडी के बीच इंटरेक्शन को देख सकते हैं तो बैक्टीरिया और वायरस को ठीक से आमंत्रित करने के लिए प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरैक्शन में ठीक इसी तरह यह प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरैक्शन जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए महत्वपूर्ण है एक डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर भी और ट्रांसक्रिप्शन पैकेजिंग इतियादी इसलिए हम इन प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन पर गौर करते हैं यह लिगैंड इंटरैक्शन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लिगैंड्स इस यौगिकों की आत्मीयता एफिनिटी को ट्रिगर करते हैं यह सक्रिय साइटों से इंटरैक्ट कर सकता है और प्रोटीन के कन्फोर्मशन को बदल सकता है और फिर कई गतिविधियों को रोक सकता है तो प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन इन लीड यौगिकों की पहचान करने के लिए सही संरचना आधारित दवा डिजाइनड्रग डिज़ाइन में महत्वपूर्ण हैं विभिन्न लक्ष्यों के लिए प्रोटीन अवरोधक हैं जो विभिन्न जैविक मार्गों के साथ साथ विभिन्न रोगों में शामिल हैं तो अब हमारे पास विभिन्न कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन और प्रोटीन लिगेंड इंटरैक्शन हम कैसे खोजे ज्ञात संरचनाओं की जानकारी तो इन संरचनाओं को प्रोटीन डेटा बैंक में जमा किया जाता है ठीक है और संरचनाओं को कैसे प्राप्त करें उदाहरण के लिए यदि आप प्रोटीन प्रोटीन काम्प्लेक्स में रुचि रखते हैं जो विशेष रूप से हेटेरोडिमर्स सही हेटेरोडिमर्स क्या है छात्र विभिन्न अणु हाँ वहाँ 2 श्रृंखलाएँ हैं जो अलग अलग हैं अणु अलग अलग हैं या तो डिमर या ट्रिमर इतियादी तो इस मामले में आप इन प्रोटीन डेटा बैंक और उन्नत खोज विकल्पों पर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रोटीन है सही हां या ना हां इसमें प्रोटीन है क्योंकि हम प्रोटीन प्रोटीन काम्प्लेक्स की तलाश कर रहे हैं फिर डीएनए होता है कोई डीएनए नहीं तो आरएनए नहीं आरएनए तो जो हाइब्रिड है हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो इसमें प्रोटीन होता है जिसका मतलब है कि आप प्रोटीन के साथ इन सभी संरचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं कभी कभी आप मोनोमर्स और डिमर्स प्राप्त कर सकते हैं और एक ही प्रोटीन डिमर और ट्रिमर इतियादी तो अब हम परिभाषित करते हैं कि आपको कितनी असममितिक इकाइयों की आवश्यकता है हमें कम से कम 2 चाहिए फिर आपको बायोलॉजिकल असेंबली के आधार पर चेन की संख्या देखने को मिलती है यहां भी हम 2 लेते हैं और फिर यदि आप क्वेरी सबमिट करते हैं तो आपको डेटा मिल जाएगा इसलिए हम देख सकते हैं कि यह एक हेटेरोमेर है यह एक होमोमेर है और आप देख सकते हैं कि कितने मोनोमर और अधिक विकल्प हैं तो फिर हम सूची देंगे और फिर हम संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप संरचनाओं को देख सकें और आप अपने विश्लेषण को सही तरीके से कर सकें उदाहरण के लिए यदि प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं उदाहरण के लिए यहां ए 7 प्रोटीन है और बी एक अन्य प्रोटीन है तो ये प्रोटीन ए और बी वे जटिल एबी काम्प्लेक्स बनाते हैं और यदि आप इन संरचनाओं को देखते हैं तो आप देख सकते है कुछ क्षेत्रों जहां ये प्रोटीन उदाहरण के लिए इस क्षेत्र के लिए सही इंटरैक्ट कर सकते हैं तो यह इंटरैक्ट कर सकते हैं और इस क्षेत्र को हमने बईंडिंग साइट के रूप में कहा है तो फिर एक बईंडिंग साइट क्या है छात्र साइट जहां प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्ट करते हैं प्रोटीन में अवशेष होती है जहां ये 2 प्रोटीन सही interact कर रहे हैं इसे बईंडिंग साइट कहा जाता है या आप इंटरफ़ेस अवशेषों कह सकते हैं क्योंकि वे इन 2 प्रोटीनों के बीच सामान्य इंटरफ़ेस साझा कर रहे हैं तो अब सवाल यह है कि क्या कई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स इतियादी हैं बईंडिंग साइट की पहचान कैसे करें इंटरफ़ेस क्षेत्र में कौन से अवशेष स्थित हैं तो बईंडिंग साइट को सही पहचानने के लिए विभिन्न तरीके हैं प्रमुख विधि यह है कि आप दूरी आधारित मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं और आप सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी आधारित मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आप ऊर्जा आधारित मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं तो दूरी के आधार पर बईंडिंग साइट की पहचान कैसे करें उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि यह प्रोटीन डीएनए काम्प्लेक्स है यहां मैं एक उदाहरण दिखाता हूं कि प्रोटीन प्रोटीन काम्प्लेक्स है बईंडिंग साइट की पहचान कैसे करें यदि आप इन संरचनाओं को देखते हैं तो हम बता सकते हैं सही क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां डीएनए सही तरीके से संपर्क कर सकता है यहां आप यह भी देख सकते हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां प्रोटीन इंटरैक्ट कर सकते हैं लेकिन हम निर्धारित कैसे करे सटीक निर्धारित पहचान करने के लिए क्या करे कौन से अवशेष इंट्रक्टिंग कर रहे हैं कौन से अवशेष सही इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं इन बईंडिंग साइट्स के अवशेषों का एक समान प्रतिनिधित्व करते हुए आप दूरी आधारित मानदंडों का उपयोग करके बईंडिंग साइट्स को परिभाषित कर सकते हैं उदाहरण के लिए या तो आप C अल्फा परमाणुओं का उपयोग कर सकते हैं या आप C बीटा परमाणुओं का उपयोग कर सकते हैं या आप किसी भी भारी परमाणुओं का सही उपयोग कर सकते हैं इसके आधार पर हम इन 2 परमाणुओं के बीच की दूरी को सही परिभाषित करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप अभी C अल्फा परमाणुओं को लेते हैं तो वे आम तौर पर लगभग 6 एंग्स्ट्रॉम की दूरी का उपयोग करते हैं और इस सी बीटा परमाणुओं के मामले में भी 6 एंग्स्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है और कोई भी भारी परमाणु जो आपके ठीक परिसर के प्रकार पर निर्भर करता है दूरी को बदल सकता है इसलिए उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि 5 एंगस्ट्रॉम है सही तो हमें किसी भी भारी परमाणु को सही से देखने दें जो कि 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी है यदि आप बईंडिंग साइट के अवशेषों और इंटरैक्शन के प्रकार को समझते हैं तो आप विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं जो बेहतर होगा जो कि किसी भी भारी परमाणु अब किसी भी भारी परमाणु को सी बीटा का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा डेटा देता है क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को देखना चाहते हैं जो परमाणुओं के बीच है तो नेगेटिव चार्ज अवशेषों में ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज किए गए अवशेषों में NH2 समूह यदि हम C अल्फा C अल्फा C alpha - C alpha लेते हैं सही तो वे दूर हो सकते हैं लेकिन यदि हम आवेशित परमाणुओं को देखें तो ये परमाणु एक दूसरे के करीब हैं तो इस मामले में यदि आप किसी भी भारी परमाणु का उपयोग करते हैं सही तो आप बीटा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फिर सी अल्फ़ा परमाणुओं या सी बीटा परमाणुओं का उपयोग करके सही कैसे परिभाषित करें तो उदाहरण के लिए एक डीएनए और इस प्रोटीन में कोई भी परमाणु मुख्य रूप से इस मामले में या इस मामले में आप इन 2 प्रोटीनों में से कोई भी ले सकते हैं तो पहला तरीका यह है कि आप के पास सिर्फ एक काम्प्लेक्स है और इसे 2 टुकड़ों में काट सकते हैं अब आप 2 परिवर्तन करें या तो एक डीएनए यहाँ है और प्रोटीन यहाँ यह मामला एक प्रोटीन एक है और प्रोटीन 2 सही है अब आप प्रोटीन 1 के साथ ही प्रोटीन 2 और इस मामले में डीएनए और प्रोटीन में भारी परमाणुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं तो हमारे पास एक्स 1 माइनस x2 के वर्गमूल की सही दूरी की गणना करने के लिए समीकरण है पूरे वर्ग दाईं ओर y1 माइनस y2 पूरे वर्ग प्लस z1 माइनस z2 पूरे वर्ग के सही गणना दूरी फिर आप डिस्टेंस कटऑफ को 5 एंगस्ट्रॉम किसी भी भारी परमाणु या 6 एंगस्ट्रॉम किसी भी सी अल्फा परमाणुओं को कहते हैं सही और यदि यह दूरी से कम है तो हम देखते हैं कि 2 अवशेष संपर्क में हैं और 2 अवशेष इंटरफ़ेस बना सकते हैं क्योंकि वे प्रोटीन से सामान्य इंटरफ़ेस साझा करते हैं एक अवशेष 1 प्रोटीन से एक दूसरा अवशेष प्रोटीन 2 से क्योंकि वे अंतरिक्ष में बहुत करीब हैं उसको कैसे करे यह एक प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स राइट के लिए एक उदाहरण है तो हम देखते हैं कि यह डीएनए है आप यहां डीएनए देख सकते हैं और प्रोटीन यहां सही है और आप इंटरफेस अवशेषों को देख सकते हैं आप हरे रंग में चिह्नित अवशेष देख सकते हैं और आप उन संपर्कों को देख सकते हैं जो मेरे पास हैं लाल अधिकार में चिह्नित तो हरे रंग के प्रोटीन की ओर से एमिनो एसिड संपर्क हैं और लाल एक डीएनए संपर्क से आधार संपर्क हैं ठीक है आप संपर्कों को देख सकते हैं ठीक तो अब आप पीडीबी निर्देशांक दिखाते हैं PDB जो जानकारी मिलती है सही हम x y z निर्देशांक प्राप्त करते हैं यह चेन A है और यह चेन B यहीं है यदि हम इस काम्प्लेक्स जटिल complex इंटरल्यूकिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह श्रृंखला A है चेन बी उदाहरण के लिए सही है कि आपके पास श्रृंखला ए के लिए निर्देशांक हैं यह श्रृंखला बी दाएं के लिए निर्देशांक है अब यदि आप किसी भी अवशेष के परमाणुओं को देखते हैं और दूसरी श्रृंखला में किसी भी भारी परमाणुओं के साथ दूरी की गणना करते हैं और उदाहरण के लिए 5 एंग्स्ट्रॉम की दूरी निर्धारित करते हैं और यदि यह दूरी 5 एंगस्ट्रॉम से कम है तो आप कह सकते हैं एक श्रृंखला ए में अवशेष और श्रृंखला बी में अवशेष संपर्क में हैं और वे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस 88 आर्गिनिन 88 को यहाँ देखते हैं तो यह चेन ए है राइट और यहाँ चेन बी में एस्पार्टिक एसिड 72 है हमें कॉन्टैक्ट्स सही मिलते हैं आप देख सकते हैं कि यह उदाहरण के लिए विशिष्ट कटऑफ की दूरी के भीतर होना चाहिए अगर हम इस arginine के एक NH1 और aspartic एसिड के OD1 को लेते हैं अब आप इसे और इसे लीजिए तो 14 और 17 यह 9 प्लस 19 13 और 10 के आसपास होना चाहिए यह 3 प्लस 9 प्लस 19 और 21 होगा जो कि 2 है जो कि लगभग 4 अधिकार है तो यह लगभग 22 होगा यह 5 से कम है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि ये अवशेष एक दूसरे के संपर्क में हैं और विशेष रूप से अगर आप देखते हैं कि यह आर्गिनिन है यह NH1 और NH2 के साथ एक सकारात्मक चार्जड अवशेष है यह OD1 या OD2 अधिकार के साथ एक नकारात्मक चार्ज है इसलिए हमें यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मिल रहा है खासकर यदि आप दूसरे को NH2 और OD2 16 और 18 देखते हैं तो यह 2 के बहुत करीब 14 और 125 के बराबर है यह भी 2 से कम है 4 21 21 है 1 तो वहाँ बहुत है यह रूट 2 प्लस 2 प्लस 2 से कम है रूट 6 सही है इस मामले में यह 3 एंग्स्ट्रॉम के बराबर या उससे कम हैसही यह मजबूत एन्ड जोड़े को बना सकता है इसलिए यदि आप किसी भी 2 परमाणुओं के बीच की दूरी देखते हैं और यदि यह किसी विशिष्ट कटऑफ से कम हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि यह 3 एंग्स्ट्रॉम से कम है आप तब देखते हैं जब यह संपर्क में होता है तो आप यह भी देख सकते हैं कि क्या वे किसी विशिष्ट प्रकार के इंटरैक्शन को सही बनाते हैं आप देख सकते हैं यह एक उदाहरण ठीक है तो यह आधार एमिनो एसिड इंटरैक्शन डेटाबेस को प्राप्त करने के लिए सर्वर है इसलिए यदि आप कोई पीडीबी आईडी देते हैं तो आप यहां पीडीबी कोड देते हैं और हम दूरी निर्दिष्ट कर सकते हैं तो यह संपर्कों के लिए पूछता है कि क्या हमें आधार संपर्क सही चाहिए या बैकबोन साइड चेन संपर्क या कोई भी संपर्क आप सही कर सकते हैं डीएनए की ओर से परिभाषित किया जा सकता है जो आपके संपर्क के लिए है और प्रोटीन पक्ष आप कैसे संपर्कों को देखना पसंद करते है सही यदि आप कुछ भी देखते हैं तो आप डेटा को पा सकते हैं उदाहरण के लिए यह PDB इस विशेष प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स के लिए निर्देशांक है सही और यहाँ यह क्रम संख्या 1 है अवशेषों a सही यह आधार युग्म है यह फिर से एक है यह प्रोटीन है यह डीएनए है आप दूरी देख सकते हैं सही तो इस मामले में आप आसानी से देख सकते हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह डीएनए विशेष प्रोटीन के साथ संपर्क कर सकता है यह बईंडिंग साइट को पहचानता है तो यह दूरी आधारित संपर्क अधिकार से है जिसे आप पीडीबी से एक निर्देशांक से प्राप्त कर सकते हैं और आप दूरी आधारित संपर्क प्राप्त कर सकते हैं तो अगर आपको पीडीबी पर जानकारी मिलती है तो सही है कि यह अतिरिक्त जानकारी है जिसमें मैंने पीडीबी को शामिल किया है जिसे पीडीबीसम कहा जाता है यह आपको प्रोटीन डेटा बैंक में 3 डी संरचनाओं की सचित्र प्रस्तुति देगा वे आपको द्वितीयक संरचना और अंत क्रियाओं के प्रकारों के संबंध में कई जानकारी देते हैं इसलिए यदि आप PDBसम पर जाते हैं तो आप 2 अवशेषों के बीच संपर्क देख सकते हैं और ये अवशेष किस प्रकार के इंटरैक्शन बनाते हैं जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और इतने पर है उदाहरण के लिए यदि आप PDBसम पर जाते हैं तो यह पीडीबी वेबसाइट के लिए वेबसाइट है सही और फिर आप पीडीबी आईडी दे सकते हैं यदि आप किसी भी पीडीबी आईडी को यहां दे सकते हैं तो आप सही पीडीबी कोड दे सकते हैं और फिर यदि आप इस सबमिट बटन को राइट क्लिक करें फिर सर्च करें फिर आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी यह 1A2K के लिए है सही और आप यह देख सकते हैं कि कैसे वे चेन B और C और की मरम्मत करते हैं तो वे ये अवशेष हैं कि कितने अवशेषों और कितने संपर्कों में श्रृंखला बी में 17 अवशेष हैं श्रृंखला सी में 12 अवशेष सही हैं वे लगभग 80 प्लस 10 संपर्क सही 80 नोन बॉंडेड संपर्क बना रहे हैं आप पीले और ब्लू हाइड्रोजन बॉन्ड में नोन बॉंडेड संपर्क को देख सकते हैं और डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड में भी पीला है सही यह नारंगी है और साल्ट ब्रिज लाल रंग में तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास केवल 80 नोन बॉंडेड संपर्क प्लस 10 हाइड्रोजन बांड हैं फिर यदि आप विवरणों के माध्यम से जाते हैं तो हमें अधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी आप देख सकते हैं यहाँ 1A2K की चेन B है यह चैन C है तो हम एक अलग प्रकार के संपर्क बनाते हैं सही वे विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं विभिन्न रंगों का अर्थ क्या है उदाहरण के लिए यह नीले रंग के लिए है छात्र आर्गिनिन यह arginine है और lys यह पॉजिटिव चार्ज और लाल रंग किसके लिए है छात्र ग्लूटामिक एसिड Glutamic acid ग्लूटामिक एसिड एसपारटिक एसिड यह नकारात्मक चार्ज और ग्रे रंग किसके लिए है छात्र हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक राइट और मुख्य रूप से यह कि ध्रुवीय के लिए हरा अब हम यहीं इंट्रक्शंनस के प्रकारों को देख सकते हैं तो यह हरा नीला क्या है छात्र हाइड्रोजन बांड हाइड्रोजन बॉन्ड नीला है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है और आप अन्य संपर्कों को देख सकते हैं यह मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है इस मामले में मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक इंट्रक्शंनस के साथ साथ हाइड्रोजन बांड भी शामिल हैं तो अगर आप PDBsum देखते हैं तो यह संभावित संपर्कों की पहचान करेगा और इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन में संपर्कों को या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या हाइड्रोजन बांड या नोन बॉंडेड संपर्क या साल्ट ब्रिज में वर्गीकृत कर सकते हैं जो किसी भी मामले में आप देख सकते हैं इसलिए अब मैं पहले PDBparam के बारे में चर्चा करूंगा इसमें 50 से अधिक संरचना आधारित पैरामीटर शामिल है हम PDBparam का उपयोग आसपास के हाइड्रोफोबिसिटी लॉन्ग रेंज ऑर्डर को और विभिन्न अन्य संरचना आधारित मापदंडों को प्राप्त करने के लिए करते हैं आप बाइंडिंग साइटों की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप PDBparam पर जाते हैं और आप किसी विशेष प्रोटीन की बाइंडिंग साइटें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाते हैं और फिर केवल बाइंडिंग साइट की पहचान पर क्लिक करते हैं इसलिए और फिर दाईं ओर सबमिट करें फिर यह आपसे दूरी की सीमा के बारे में पूछेगा जो सीमा आप दूरी की गणना करना चाहते हैं जिससे आप बाइंडिंग साइट की पहचान कर सकते हैं इसलिए अगर हम देखें तो यह 35 एंग्स्ट्रॉम है तो हमें अवशेषों के नाम की तरह इंटरेक्शन्स मिलेगी संख्या 41 के लिए यह अवशेष यह परमाणु नाम सीडी 1 और श्रृंखला बी यह एक श्रृंखला दाईं ओर से है और यह दूसरी श्रृंखला दाईं ओर से है तो फेनिलएलनिन 72 सी श्रृंखला सी है ठीक यदि आपके पास 32 की दूरी है तो 3 एंगस्ट्रॉम 1 ए 2 के ट्राइट्रोपेन और फेनिलएलनिन हैं सही वे 32 एंगस्ट्रॉम दाएं की दूरी के भीतर हैं जहां वे इंटरैक्ट कर रहे हैं वही जानकारी जो आप इस PDBsum से भी प्राप्त कर सकते हैं वे हाइड्रोफोबिक संपर्क बना रहे हैं आप इस जानकारी को ठीक से प्राप्त कर सकते हैं तो इस मामले में आप सभी संपर्क भी प्राप्त कर सकते हैं इस संपर्कों से आप यह भी पहचान सकते हैं कि इन 2 श्रृंखलाओं के बीच सही प्रकार से बातचीत करने के लिए वे संभवतया किस प्रकार के उदाहरण के लिए श्रृंखला बी और साथ ही श्रृंखला सी यह एक अवधारणा है इसलिए हमने बाइंडिंग साइटों को पहचानने के लिए दूरी दूरी आधारित मानदंड की अवधारणा का उपयोग किया है आप किसी भी दूरी मानदंड का उपयोग कर सकते हैं तो अगली अगली अवधारणा है इसकी मुख्य रूप से सॉल्वेंट ऐक्सेसिबिलिटी के आधार पर वे उदाहरण के लिए साल्वेंट के लिए सुलभ हैं यह एक प्रोटीन है तो आप इन अवशेषों और परमाणुओं को इंटरलॉकिंग क्षेत्रों में बना सकते हैं यह साल्वेंट अणु है तो आप अवशेषों के अवशेषों और परमाणुओं पर भूमिका कर सकते हैं ठीक है मैं देख सकता हूं कि यह वैन देर वॉल्स की सतह पर कितनी दूर तक घुस सकता है इसलिए इसके आधार पर हम उन अवशेषों की पहचान करते हैं जो सतह और कुछ अवशेष हैं जो मूल में हैं ये प्रत्येक अवशेषों के लिए सही मूल्य हैं जो पहले से ही पहले की कक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो बाइंडिंग साइटों को सही पहचानने के लिए साल्वेंट पहुंच की अवधारणा का उपयोग कैसे करें और उदाहरण के लिए यहां मैं फिर से वही आंकड़ा दिखाता हूं तो यह काम्प्लेक्स है जो यह काम्प्लेक्स है प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स राइट तो हम 2 टुकड़ों में काटते हैं यहीं हम मुक्त प्रोटीन या मुक्त डीएनए नहीं ले रहे हैं काम्प्लेक्स लेते हैं और हम इसे 2 टुकड़ों में काटते हैं यह प्रोटीन का हिस्सा एक ही है और फिर यह एक डीएनए हिस्सा है अब हम एक्सेसिबल योग्य सतह क्षेत्र की गणना कर सकते हैं काम्प्लेक्स स्टेट में या अनबाउंड स्टेट में आप उस फ्री स्टेट को नहीं देख सकते हैं जिसे हम यह कह सकते हैं कि यह वह है जिसे आप अनबाउंड देख सकते हैं लेकिन एक संरचना सही है इसलिए यदि हम इन 2 प्रोटीनों को देखते हैं यदि आप उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र लेते हैं तो यह क्षेत्र सही है कि सुलभ सतह क्षेत्र के बारे में कैसे अलग अलग होंगे क्या आप जानते हैं कि यह सही है क्योंकि यह यहाँ साल्वेंट के लिए सुलभ है यहाँ तक कि साल्वेंट के लिए भी सुलभ है इस मामले में आपको कोई बदलाव नहीं दिखता है यदि हम इस क्षेत्र को सही रूप में लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह काम्प्लेक्स अवस्था है यह एक ऐसा अनबाउंड स्टेट है जिसका आपके पास उच्च मूल्य है अनबाउंड है और इस मामले में यह साल्वेंट के लिए सुलभ है इसलिए यह काम्प्लेक्स क्षेत्र की तुलना में अधिक सुगम सतह क्षेत्र है क्योंकि यहां यह इस डीएनए द्वारा बाधित है क्योंकि यह क्षेत्र इस डीएनए के अधिकार में है इसलिए यह क्षेत्र कम होगा इसलिए यदि आप कॉम्प्लेक्स और अनबाउंड स्थिति के साथ सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी की तुलना करते हैं तो अगर एक्सेसिबिलिटी में अंतर है तो हम क्या कह सकते हैं हाँ पहुँच क्षमता में कमी के कारण इसका मुख्य कारण कुछ और है इस मामले में डीएनए डीएनए की इस प्रक्रिया के कारण वे एक्सेसिबिलिटी को कम करते है अनबाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट यह अनबाउंड स्थिति है ठीक ऐसा कैसे करें अब मैं एक उदाहरण दिखाता हूं यहां प्रोटीन डीएनए श्रृंखला है यही वह जगह है जहां हम अंतःक्रियात्मक अवशेषों को ठीक से देख सकते हैं उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि यह प्रोटीन इस परिसर का ASA है और साथ ही 12 5 एंग्स्ट्रॉम वर्ग और ASA 55 पर है अब यह मुक्त है अनबाउंड फॉर्म के साथ इसलिए प्रोटीन 45 के मामले में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं पाया जाता है Leucine 46 में कोई अंतर नहीं है लेकिन दूसरी ओर अगर आपको अन्य अवशेष जैसे कि आइसोलेकिन 12 एसपारटिक एसिड तेरह और 19 वैलेन 20 ग्लाइसिन मिलते हैं तो यह अनबाउंड फॉर्म है और हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आप अंतर को देख सकते हैं सहीअगर यह अंतर है और फिर हम देख सकते हैं कि ये अवशेष बाउंड कॉम्प्लेक्स में सही इंटरैक्ट कर रहे हैं इस मामले में जो अवशेष हैं जो डीएनए अलगाव के साथ संवादात्मक हैं 12 ये अवशेष हैं जो लाल रंग में चिह्नित हैं ये अवशेष हम इस क्षेत्र में पा सकते हैं ठीक है कि उन्हें मुझे डीएनए ठीक लिखना चाहिए मैं एक और उदाहरण दिखाता हूं इस मामले में मैंने 1B01 डाला है यह काम्प्लेक्स है और यहां यह फ्री प्रोटीन है यह फ्री प्रोटीन है सही और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए कई मामले हैं सही यह arginine है जो कि वे घटकर 258 से 238 हो जाते हैं सही और कुछ मामलों में यह भी संभव है कि काम्प्लेक्स मामला है सही कि आपके पास फ्री मान से अधिक मूल्य हैं कि यह कैसे संभव है इसलिए यहां मैं अनबाउंड और फ्री वन राइट के बीच अंतर का उल्लेख करना पसंद करता हूं अनबाउंड मामले में हम आपको बताते हैं कि यह एक काम्प्लेक्स है काम्प्लेक्स हम टुकड़ों में काटते हैं और प्रोटीन लेते हैं इस मामले में अगर हम इस प्रोटीन के साथ साथ काम्प्लेक्स में एक को अपनी छवि को सुपरइंपोज़ करते हैं तो बिल्कुल सही मेल खाते हैं कि कंफर्मेशन परिवर्तन में कोई अंतर नहीं है लेकिन फ्री प्रोटीन में हम क्या करते हैं हम अमीनो एसिड अनुक्रम लेते हैं और बिना डीएनए के किसी भी लिगैंड के बिना संरचनाओं की जांच करते हैं इस मामले में आप परिवर्तन में परिवर्तन देख सकते हैं क्योंकि विरूपण में परिवर्तन के कारण आप सुलभ सतह क्षेत्र में अंतर देख सकते हैं कभी कभी यह इस फ्री प्रोटीन के मामले में काम्प्लेक्स के मामले से अधिक है फिर मैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन कॉम्प्लेक्सों में एक उदाहरण दिखाऊंगा यह अल्फा काइमोट्रिप्सिन एग्लिन सी कॉम्प्लेक्स है राइट तो यह प्रोटीन 1 है यह प्रोटीन 2 है जो कि कॉम्प्लेक्स के साथ है और चेन ई है सहीजहां यह एक कॉम्प्लेक्स के साथ एएसपी एक चेन ई है राइट और अगर हम देखते हैं कि कई मामले हैं केवल इस क्षेत्र मैं इंटरफ़ेस क्षेत्र में आसानी से आप देख सकते हैं लॉक और की तंत्र है सही आप देख सकते हैं कि यह उत्तल और अवतल सतह यहीं है तो 122 कम हो गया 0 पर क्योंकि यह पूरी तरह से दुर्गम है यहां 815 पूरी तरह से 0 है इसलिए इस मामले में इन अवशेषों को बैन्डिंग साइट अवशेषों या इंटरफ़ेस अवशेषों के रूप में पहचाना जाता है इसके अलावा अगर हम इस श्रृंखला में लगातार 42 से 48 तक खिंचाव करते हैं इन सभी अवशेषों ने सही सतह क्षेत्र को बहुत ही कठोर परिवर्तन में बदल दिया है जहां on127 to 27 54 से 4 और इसी तरह तो ये अवशेष हम बैंडिंग साइटों की Thisयह एक और उदाहरण है जिसे मैंने पहले समझाया था तो यह काम्प्लेक्स है 1A2K यह काम्प्लेक्स है और यह फ्री प्रोटीन है कुछ मामले अगर आप इन कॉम्प्लेक्स से फ्री प्रोटीन को देखते हैं और इसके विपरीत भी तो हम कुछ अन्य मामलों में देख सकते हैं तो अगर यह काम्प्लेक्स दाईं ओर कम हो जाता है तो आप इस अवशेषों को देख सकते हैं या बैन्डिंग साइट अवशेषों के रूप में पहचाने जा सकते हैं इसलिए हम 2 अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं हमने दूरी आधारित मानदंडों पर चर्चा की छात्र एएसए आधारित मानदंड और एएसए आधारित मानदंड दूरी आधारित मापदंड हैं कि बैंडिंग साइटों की पहचान कैसे करें बस कट ऑफ दूरी के आधार पर और उस सीमा के भीतर पहचान कर सकते हैं एएसए बैंडिंग साइटों की पहचान कैसे करें अनबाउंड फॉर्म के साथ साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बीच पहुंच योग्य सतह क्षेत्र में बदलें